इस व्याख्यान में हम पहले स्क्रैम के बारे में चर्चा करेंगे जो एक फुर्तीली और बहुत लोकप्रिय विकास मॉडल है कई उद्योग और परियोजनाएं अब स्क्रैम का उपयोग करती हैं और फिर हम बस समीक्षा करेंगे कि हमने किन सभी जीवनचक्र मॉडल पर चर्चा की है और हम देखेंगे कि किसी दिए गए प्रोजेक्ट के लिए एक जीवनचक्र मॉडल का चयन कैसे किया जाए और फिर यदि संभव हो तो अगर हमारे पास अभी भी कुछ समय है तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग पर कुछ परिचयात्मक चर्चा करेंगे अब हम स्क्रेम को देखते हैं पिछले व्याख्यान में हमने स्क्रेम को देखा था जो फुर्तीले मॉडल में से एक है और यहां एक महत्वपूर्ण बात स्प्रिंट है स्प्रिंट स्क्रम की मूलभूत प्रक्रिया प्रवाह है स्प्रिंट वास्तव में एक पुनरावृत्ति या एक समय बॉक्स है जिसमें स्प्रिंट के दौरान एक वृद्धि विकसित की जाती है और ग्राहक को वितरित की जाती है आमतौर पर यह एक महीने का चलना है जिसमें कुछ मौजूदा सुविधाओं में सुधार हो सकता है या कुछ नई कार्यक्षमता लागू हो सकती है उत्पाद बैकलॉग से उत्पाद बैकलॉग में सभी कहानी बिंदु होते हैं जिन विशेषताओं को विकसित करना होता है उन्हें उत्पाद बैकलॉग में बनाए रखा जाता है और स्प्रिंट योजना के दौरान एक स्प्रिंट के लिए उद्देश्यों की पहचान की जाती है इसे स्प्रिंट बैकलॉग कहा जाता है ये उद्देश्य हैं या उत्पाद बैकलॉग की विशेषताओं का सबसेट 1 स्प्रिंट के दौरान विकसित किया जाएगा स्प्रिंट के रूप में यह हर दिन टीम को मिलने जारी है और चर्चा करें कि हर दिन उनकी योजना क्या है और क्या कोई समस्या है जो वे सामना कर रहे हैं और एक महीने की लंबी पुनरावृति के बाद स्प्रिंट पूरा हो गया है स्प्रिंट की समीक्षा की जाती है कि क्या पूरा किया गया है और फिर इसे ग्राहक को दिया जाता है या स्क्रैम मॉडल के लिए यह आवश्यक है कि एक बार टीम के सदस्य स्प्रिंट के दौरान विकसित किए जाने वाले उत्पाद बैकलॉग के सबसेट की पहचान करें जो स्प्रिंट बैकलॉग बनाता है व टीम के साथ कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है इसका मतलब है कि एक बार जब वे कार्यान्वयन के लिए कुछ वस्तुओं को लेते हैं तो इन वस्तुओं में कोई बदलाव नहीं होने दिया जाता है अन्यथा यह अराजकता पैदा करेगा स्प्रिंट अभिसरण नहीं करेगा अनिश्चितता इत्यादि और यही कारण है कि स्प्रिंट टीम के साथ किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है जबकि स्क्रैम टीम को स्प्रिंट के दौरान अनुमति दी गई है ये स्क्रैम ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं एक स्क्रैम टीम में ये विभिन्न भूमिकाएँ हैं एक उत्पाद के मालिक स्क्रैम मास्टर ये प्रतिष्ठित टीम के सदस्य और फिर अन्य टीम के सदस्य हैं स्क्रम ढांचा में कुछ समारोह या बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता होती है जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग स्प्रिंट समीक्षा मीटिंग स्प्रिंट पूर्वप्रभावी मीटिंग और दैनिक स्क्रैम मीटिंग है स्प्रिंट नियोजन बैठक में स्प्रिंट शुरू होने से ठीक पहले आयोजित किया जाता है और यहां उत्पाद बैकलॉग के सबसेट की पहचान की जाती है और स्प्रिंट बैकलॉग का निर्माण किया जाता है स्प्रिंट समीक्षा बैठक यह स्प्रिंट के अंत में आयोजित की जाती है यहां स्प्रिंट के दौरान जो काम पूरा हुआ है उसकी समीक्षा की जाती है स्प्रिंट पूर्वव्यापी बैठक यह स्प्रिंट के अंत में आयोजित की जाती है जो स्प्रिंट समीक्षा बैठक के बाद और अगली स्प्रिंट शुरू होने या अगली स्प्रिंट योजना बैठक से पहले होती है और यहाँ क्या प्रतिबिंब किया जा सकता है पर आवश्यक वगैरह किया जाना है और दैनिक चर्चा की जाती है स्क्रम बैठक यह दैनिक होता है यहां टीम के सदस्य आपस में चर्चा करते हैं छोटी बैठक मैं कि उनकी योजना क्या है वे किसी भी बाधा का सामना कर रहे हैं और यह भी परियोजना की प्रगति का ट्रैक रखने के लिए स्क्रैम मास्टर के लिए एक तरीका है कुछ कलाकृतियाँ हैं जो स्क्रैम ढांचे में अनिवार्य हैं एक उत्पाद बैकलॉग है यहां उन वस्तुओं या विशेषताओं को जो अभी तक पूर्ण नहीं हैं उत्पाद बैकलॉग में बनाए रखा गया है यह अभी तक पूरी नहीं की गई सुविधाओं की एक प्राथमिकता वाली सूची है स्प्रिंट बैकलॉग उत्पाद बैकलॉग का एक सबसेट है जो स्प्रिंट के दौरान पूरा किया जाना है बर्न डाउन चार्ट ये मूल रूप से एक स्प्रिंट के दौरान प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं परियोजना के पूरा होने के लिए किए जाने वाले कार्य की मात्रा और इसी तरह हम बाद की स्लाइड्स में बर्न डाउन चार्ट को देखेंगे मुख्य भूमिकाएँ उत्पाद के मालिक विकास टीम और स्क्रैम मास्टर हैं उत्पाद स्वामी एक टीम सदस्य है जो ग्राहक की रुचि का प्रतिनिधित्व करता है ग्राहक की ओर से सोचता है विकास टीम आम तौर पर 5 से 9 लोगों को पार कार्यात्मक कौशल के साथ इसका मतलब है प्रत्येक टीम के सदस्य के पास आमतौर पर एक परीक्षक एक GUI डेवलपर कोडिंग डेटाबेस और इतने पर कई कौशल होते हैं स्क्रैम मास्टर को परियोजना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है वह टीम का सदस्य है जो शीर्ष प्रबंधन और किसी भी कठिनाइयों के साथ हस्तक्षेप करता है वह किसी भी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ग्राहकों और शीर्ष प्रबंधन के साथ चर्चा करता है और यह है कि कैसे टीम के सदस्य को शीर्ष प्रबंधन ग्राहकों और इतने पर बात करने से रोकता है और यह भी कि अगर किसी स्प्रिंट के दौरान कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है तो वह वही होता है जो देखभाल करता है उत्पाद स्वामी वह है जो ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है वह अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ग्राहक के साथ निकटता से संपर्क करता है उत्पाद स्वामी उन विशेषताओं को परिभाषित करता है जो आवश्यक हैं नई सुविधाओं में से कुछ सुविधाओं को क्रॉप किया जा सकता है जिनकी पहचान की जाती है वे हटाए जा सकते हैं या संशोधित हो सकते हैं वह सुविधाओं की प्रकाशन की तारीख तय करता है बाजार मूल्य या ग्राहक के मूल्य के अनुसार सुविधाओं को प्राथमिकता देता है यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक पुनरावृत्ति पर चित्र प्राथमिकता को समायोजित करें और अंत में स्प्रिंट के अंत में कार्य के परिणामों को स्वीकार या अस्वीकार करता है स्क्रैम मास्टर अनिवार्य रूप से परियोजना प्रबंधक किसी भी बाधाओं को दूर करता है जो टीम का सामना करती है यह सुनिश्चित करता है कि टीम सामंजस्यपूर्ण हो पूरी तरह कार्यात्मक उत्पादक करीबी सहयोग सुनिश्चित हो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां हैं कि सभी भूमिकाएं और कार्य मैं एक करीबी सहयोग है और टीम को बाहरी हस्तक्षेप ग्राहक शीर्ष प्रबंधन के साथ इंटरफेस से भी दूर करता है ताकि टीम के सदस्यों को बाहरी हस्तक्षेप से अपेक्षाकृत रोका जा सके टीम के सदस्य आम तौर पर 5 से 10 लोग होते हैं जिनके पास कार्यात्मक दक्षता होती है उदाहरण के लिए एक टीम के सदस्य के पास गुणवत्ता आश्वासन प्रोग्रामिंग हो सकती है या शायद UI डिजाइनिंग वगैरह का परीक्षण करना हो सकता है टीमें स्वयं आयोजन कर रही हैं कि वे यह तय करें कि काम का कौन सा हिस्सा कौन करेंगे और वे कौन सी भूमिका ग्रहण करेंगे और स्प्रिंट के दौरान टीम की सदस्यता को बदलने की अनुमति नहीं है नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है कुछ सदस्य को प्रतिस्थापित किया जा सकता है और इसी तरह लेकिन प्रक्रिया के स्थिर होने के लिए स्प्रिंट के दौरान कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं है जिन समारोहों में ये बैठक होती है उनमें 4 महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं जो यहां अनिवार्य हैं एक स्प्रिंट योजना बैठक स्प्रिंट की शुरुआत में होती है यहां स्प्रिंट बैकलॉग का निर्माण उत्पाद बैकलॉग होता है जो स्प्रिंट के दौरान विकसित की जाने वाली सुविधाओं को लॉग करता है स्प्रिंट के दौरान दैनिक स्क्रम बैठक यह एक दैनिक बैठक है स्प्रिंट के दौरान हर दिन टीम के सदस्य आमतौर पर 15 मिनट के थोड़े समय के लिए मिलते हैंआमने सामने की मीटिंग होती है अन्यथा बैठक लम्बी हो सकती है यह बहुत ही छोटी बैठक होने का इरादा है और वे सिर्फ इस बात पर चर्चा करते हैं कि वे किन वस्तुओं पर काम कर रहे हैं वे किस बाधा सामना कर रहे हैं और इसी तरह स्प्रिंट समीक्षा बैठक के बाद स्प्रिंट पूर्वव्यापी बैठक आयोजित की जाती है बस उन बातों पर चिंतन करने के लिए जो अगले स्प्रिंट में बेहतर हो सकता हो स्प्रिंट की समीक्षा बैठक स्प्रिंट के अंत में की जाती है और यहां स्प्रिंट के दौरान जो काम हासिल किया गया है उसकी समीक्षा शीर्ष प्रबंधन ग्राहक के साथ की जाती है स्प्रिंट योजना की बैठक स्प्रिंट शुरू होने से ठीक पहले की जाती है इस स्प्रिंट योजना बैठक का मुख्य उद्देश्य स्प्रिंट बैकलॉग का उत्पादन करना है यहां उत्पाद बैकलॉग की जांच की जाती है और उत्पाद बैकलॉग को आमतौर पर प्राथमिकता वाले तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और शीर्ष प्राथमिकता वाले विशेषताओं को चुना जाता है और उत्पाद के मालिक टीम के साथ बातचीत करते हैं कि बैकलॉग आइटम क्या उठाए जाएंगे ताकि यह ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करे और यह प्रकाशन लक्ष्यों को भी पूरा करेगा स्क्रेम मास्टर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो स्प्रिंट योजना के दौरान भी भाग लेते हैं और वह सुनिश्चित करता है कि टीम यथार्थवादी लक्ष्यों के लिए सहमत है क्योंकि यह 1 महीने का पुनरावृत्ति है और काम लगभग 1 महीने में करना चाहिए रोज स्क्रम बैठक हर दिन की जाती है आमतौर पर दिन की शुरुआत में आमतौर पर 15 मिनट या तो बहुत कम बैठक होती है यह एक स्टैंड अप मीटिंग है क्योंकि अगर टीम के सदस्य बैठते हैं तो बैठक शायद लंबी हो सकती है स्टैंड अप बैठक को हल करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर बैठक का उद्देश्य यह पहचानना है कि टीम के सदस्य एक दूसरे को अपडेट करने के लिए क्या काम कर रहे हैं क्या वे किसी भी बाधा का सामना कर रहे हैं मूल रूप से प्रत्येक टीम का सदस्य 3 प्रश्नों का उत्तर देता है कल टीम के सदस्य ने क्या हासिल किया आज के लिए क्या योजना है और क्या इसमें कोई बाधा है ये केवल 3 चीजें हैं जो प्रत्येक टीम के सदस्य उत्तर पर चर्चा करते हैं यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दैनिक स्क्रैम एक समस्या को सुलझाने की बैठक नहीं है टीम के सदस्य वास्तव में इसका समाधान नहीं पूछते हैं यह एक सूचना साझा बैठक है और यह भी एक दोषपूर्ण बैठक नहीं है कि कौन अनुसूची के पीछे है वह अनुसूची के पीछे क्यों है वगैरह यह केवल जानकारी साझा करना है यहां प्रत्येक टीम का सदस्य बताता है कि कल क्या हासिल किया गया था और आज के लिए क्या योजना है और क्या कोई बाधाएं हैं स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर भाग लेता है और जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है वह बताता है कि अब तक क्या प्रगति हुई है और यह परियोजना प्रबंधक के लिए परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने का एक अच्छा तरीका है स्प्रिंट समीक्षा बैठक यह स्प्रिंट के अंत में की जाती है मूल रूप से यहाँ काम जो स्प्रिंट के दौरान पूरा किया गया था प्रबंधन की उपस्थिति में समीक्षा की जाती हैउत्पाद के मालिक टीम के सदस्य और ग्राहक प्रतिनिधि भी बहुत कम बैठक करने का इरादा रखते हैं और आमतौर पर यह उन विशेषताओं का प्रदर्शन है जो अभी अभी पूरी हुई हैं आमतौर पर ये कंप्यूटर पर होते हैं जो दिखाते हैं कि स्प्रिंट के बाद क्या हासिल किया जा सकता हैकौन सी सुविधाएँ कार्यान्वित की गई हैं कि यह कैसे काम करती है वगैरह और यह एक अनौपचारिक बैठक है जैसे विस्तृत दस्तावेज जो तैयार नहीं किए जाते हैं इत्यादि बात वह नहीं है टीम के सदस्यों के लिए यह सिर्फ 2 घंटे की तैयारी है वे सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि जो सुविधाएँ पूरी हो चुकी हैं उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाए और उन विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाए स्क्रैम में सबसे महत्वपूर्ण विरूपण साक्ष्य में से एक उत्पाद बैकलॉग है उत्पाद बैकलॉग परियोजना के लिए सभी वांछित कार्यों की एक सूची है उत्पाद बैकलॉग यहाँ 2 प्रकार के आइटम हैं पहला उपयोगकर्ता की कहानियां हैं जैसे कि उपयोगकर्ता को खोजने और बदलने डेटाबेस पर आइटम को संग्रहीत करने सदस्यों के पंजीकरण प्रदान करने और इसी तरह ये कहानी आधारित आइटम हैं आइटम की दूसरी श्रेणी जो भी मौजूद है वह कार्य आधारित आइटम हैं कार्य आधारित आइटम अपवाद नियंत्रण में सुधार की तरह हैं क्योंकि अभी भी जो लागू किया गया था वह यह है कि यह काम करने वाले अपवाद को नियंत्रित करता है लेकिन ऐसा नहीं है फिर उत्पाद बैकलॉग में एक आइटम पेश किया जाएगा कि अपवाद नियंत्रण में सुधार करें तो यहां कुछ आइटम मूल रूप से उपयोगकर्ता की कहानियां या उपयोगकर्ता की आवश्यकताएं हैं और अन्य उन वस्तुओं पर आधारित हैं जिन्हें लेने के लिए ग्राहक के नजरिए के आधार पर उत्पाद स्वामी द्वारा सूची को प्राथमिकता दी जाती है उत्पाद बैकलॉग को मूल रूप से उत्पाद स्वामी द्वारा प्रबंधित किया जाता है आमतौर पर स्प्रैडशीट के रूप में रखता है और आमतौर पर स्प्रिंट योजना बैठक के दौरान बनाया जाता है तो यह एक विशिष्ट उत्पाद है जो स्प्रेडशीट को बैकलॉग करता है प्राथमिकता बहुत अधिक है उच्च मध्यम और इतने पर और यहां ये आइटम नंबर हैं और फिर हमारे उपयोगकर्ता कहानियों में से कुछ का वर्णन है और अन्य कुछ गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए हैं स्प्रिंट बैकलॉग के साथ शुरू करने के लिए मदों का एक सबसेट है यह स्प्रिंट योजना बैठक के दौरान बनाया गयी है मूल रूप से उत्पाद के मालिक के साथ साथ टीम के सदस्य यह तय करते हैं कि अगले स्प्रिंट के लिए क्या मद लिया जाना है लेकिन फिर इसे दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है क्योंकि कुछ गतिविधियों पर ध्यान दिया जा सकता है और इसे स्प्रिंट बैकलॉग में जोड़ा जाता है स्प्रिंट के दौरान स्प्रिंट बैकलॉग बदलता है स्प्रिंट लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम के सदस्य नए कार्य जोड़ सकते हैं वे अनावश्यक कार्यों को भी हटा सकते हैं लेकिन फिर बात यह है कि बैकलॉग केवल टीम द्वारा अद्यतन किया जाता है स्प्रिंट शुरू होने के बाद स्प्रिंट बैकलॉग केवल टीम द्वारा अपडेट किया जाता है उत्पाद बैकलॉग को उत्पाद स्वामी द्वारा अपडेट किया जाता है और जब भी आवश्यकता होती है तो काम के लिए विभिन्न मदों और स्प्रिंट बैकलॉग का अनुमान भी अपडेट किया जाता है अब हम नीचे दिए गए बर्न डाउन चार्ट्स को देखते हैं यह अब तक प्राप्त प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है बर्न डाउन चार्ट्स के 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं एक स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है जो स्प्रिंट के दौरान है कि एक तारीख तक कितनी प्रगति हुई है रिलीज बर्न डाउन चार्ट एक प्रकाशन में कई स्प्रिंट शामिल हो सकते हैं और प्रकाशन के लिए इस काम का कितना हिस्सा हासिल किया गया है यह एक रिलीज बर्न डाउन चार्ट में दर्शाया गया है प्रोडक्ट बर्न डाउन चार्ट है यह परियोजना के पूरा होने की दिशा में समग्र प्रगति है पहले हमें स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट पर नज़र डालते हैं यह स्प्रिंट के दौरान प्राप्त प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है आमतौर पर दिन की प्रगति के रूप में शेष घंटे का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि स्प्रिंट शुरू होता है काम के घंटे की संख्या का कुछ अनुमान दिया जाता है और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है यहां काम की संख्या कम हो जाती है लेकिन फिर यह भी बढ़ सकता है क्योंकि काम की जटिलता का गलत अनुमान हो सकता है यह आमतौर पर जारी करने का समय दिखाता है दिन 30 दिन के होते हैं और स्प्रिंट के अंत में यह 0 हो जाना चाहिए यह एक सीधी रेखा नहीं है हर रोज निरंतर प्रगति हासिल नहीं की जाती है विभिन्न बाधाएं हैं और स्प्रिंट की प्रगति के रूप में अनुमान भी संशोधित हैं ये स्प्रिंट बर्न डाउनचार्ट के बड़े दृश्य हैं प्रत्येक दिन के लिए यह अपडेट किया जाता है कि कुल घंटों का प्रारंभिक अनुमान शेष है और फिर प्रगति के रूप में यह प्रगति अद्यतन है और अंत में स्प्रिंट के अंत में 0 हो जाना चाहिए यह रिलीज बर्न डाउन चार्ट है प्रत्येक प्रकाशन में कई स्प्रिंट शामिल हो सकते हैं और प्रकाशन के दौरान कई कहानी का बिंदु कार्यान्वित किए जाते हैं मूल रूप से यह दर्शाता है कि प्रकाशन के लिए सभी आवश्यक कहानी बिंदु लागू होने से पहले स्प्रिंट की प्रकाशन कितनी कार्यान्वित है प्रोडक्ट बर्न डाउन चार्ट बड़े समग्र चित्र देता है यह परियोजना के पूरा होने के लिए है कि कितने स्प्रिंट पूर्ण हो चुके हैं और कितने की आवश्यकता है और यहां 3 मदो का प्रतिनिधित्व किया जाता है वास्तविक बर्न डाउन यह वास्तविक प्रगति को अनुमानित प्रगति देता है और फिर वेग जो कि स्प्रिंट के अनुसार कहानी अंक पूरा होता है स्क्रैम आम तौर पर 6 से 10 लोगों की छोटी परियोजनाओं के लिए होता है लेकिन फिर इसे सैकड़ों लोगों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए भी आजमाया गया है और इसे स्क्रैम ऑफ स्क्रम्स कहा जाता है या मेटा स्क्रम इस पर चर्चा नहीं करेगा लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कई विकास प्रक्रियाओं पर चर्चा की हमने वृद्धिशील विकासवादी मॉडल और कई प्रकार के फुर्तीले मॉडल पर चर्चा की लेकिन फिर एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि उपयोग किए जाने वाले विकास जीवनचक्र क्या है ठीक है लेकिन फिर यह परियोजना द्वारा अकेले परिभाषित नहीं किया गया है उपयोग किए जाने वाले जीवनचक्र मॉडल उत्पाद की दोनों विशेषताओं विकास टीम की विशेषताओं और ग्राहक की विशेषताओं पर भी निर्भर करता है उत्पाद विकास टीम और ग्राहक की विशेषताओं के विश्लेषण के आधार पर विकास जीवनचक्र तय किया जाता है यदि परियोजना में अनिश्चितता बहुत अधिक है तो आमतौर पर विकासवादी दृष्टिकोण का पक्ष लिया जाता है कि परियोजना की प्रगति के रूप में सुविधाओं को पूरा करने के लिए पहचाना जाता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले अनुप्रयोगों के लिए झरना आधारित मॉडल वांछनीय हैं क्योंकि ये करने का सबसे कुशल तरीका है और दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है मजबूत प्रबंधन नियंत्रण पूरी परियोजना के लिए योजना बनाई जाती हैलेकिन अगर टीम के सदस्य नौसिखिया हैं तो उन्हें परियोजनाओं और यहां तक कि इसी प्रकार की परियोजनाओं पर ज्यादा अनुभव नहीं है फिर आम तौर पर एक वृद्धिशील मॉडल बेहतर होता है जहां कुछ छोटी वृद्धि की योजना बनाई जाती है और योजना पूरी की जाती है और इस तरह से परियोजना का निर्माण होता है इसके साथ इस व्याख्यान को पूरा किया जाएगा और फिर हम परियोजना का आकलन करेंगे और फिर परियोजना का समय निर्धारण करेंगे